1 Ynaught निम्न से उच्च बदलेगा तो आउटपुट यह आउटपुट इनपुट का अनुसरण कर रहा है लेकिन बस एक इनवर्टेड तरीके से ठीक है अतः आउटपुट इसका इनवर्टेड संस्करण है क्या आप देखते हैं यह विशेष चीज हो रही है इसी प्रकार अन्य स्थितियों के लिए हम देखेंगे कि जब यह निम्न और उच्च के रूप में चुना जाता है यानी B निम्न है और A उच्च है कृपया इसे सही करें B निम्न है और A उच्च है ठीक तब उस समय पर जब C 1 उच्च है 1 Y 1 निम्न प्राप्त कर रहा है तो उस समय यदि आप C 1 को निम्न करते हैं यदि आप इस C 1 को निम्न करते हैं तो यह उच्च हो जाएगा हम यहां पर इसका अनुसरण करेंगे तो 1 Y 1 इस विशेष स्थिति के लिए यह केवल इनपुट का अनुसरण कर रहा है 1 Y 1 इनपुट का अनुसरण कर रहा है लेकिन इसका बस इनवर्टेड संस्करण क्या यह स्पष्ट है इसी प्रकार अन्य इनपुट अन्य संयोजनो के लिए तो 1 से 4 डीमल्टीप्लैक्सर के प्रथम सेट के लिए हम यह देखते हैं आउटपुट इनपुट के सापेक्ष इनवर्टेड है और इसके लिए हम क्या देखते हैं यहां कोई ऐसा इंवर्जन उपस्थित नहीं है आउटपुट केवल इनपुट का अनुसरण कर रहा है आप देखिए यदि आप यहां हैं यह C 2 निम्न है ठीक और तब आउटपुट भी निम्न है यदि यह उच्च हो जाता है तब आउटपुट उच्च हो जाएगा अतः यह केवल आउटपुट का बिल्कुल अनुसरण कर रहा है क्या यह स्पष्ट है

आवश्यक रूप से क्या आप सत्य तालिका का केवल यह भाग देख रहे हैं ठीक अब सिलेक्टइनपुट यानी BCD जो उपस्थित है के आधार पर क्योंकि यह हमेशा निम्न है तो डाटा जाएगा इनपुट डाटा या तो Y naught या Y 1 या Y 2 या Y 3 या अंततः Y 7 को जाएगा तो आवश्यक रूप से यह एक 1 से 8 डिमल्टीप्लैक्सर है एक उच्च क्रम से हम हमेशा एक निम्न क्रम का डिमल्टीप्लेक्सर इस सिलेक्शन इनपुट के उचित चुनाव कैसे इनपुट की तरफ प्लेस वैल्यू देते हैं से प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने स्टेट में A 1 के बराबर किया होता तब हमने यह ब्लॉक देखा होता ठीक तो B C D के आधार पर आउटपुट Y 8 से Y 15 तक मार्गदर्शित होता ठीक है इस समझ को हम इस विशेष चर्चा से उठाते हैं तो फिर निम्न क्रम के डिमल्टीप्लेक्सर से उच्च क्रम का कैसे प्राप्त करते हैं फिर से दर्शन समान है जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर के विवरण के लिए था निम्न क्रम के मल्टीप्लैक्सर से उच्च क्रम का मल्टीप्लेक्सर प्राप्त करने में तो यह उदाहरण है जहां हम 1 से 4 डिमल्टीप्लेक्सर देखते हैं कैसे 1 से 2 डिमल्टीप्लेक्सर से प्राप्त करते हैं ठीक है यहां दो सिलेक्ट लाइन S 1 और S naught है ठीक अतः S 1 के आधार पर यदि यह 0 है तो D इस दिशा में मार्गदर्शित होगा ठीक इसलिए डाटा इस दिशा में जा रहा है और यदि S naught भी 0 है तो डाटा इस दिशा में जाएगा तो जब S1 SO 0 0 हैं D Y naught से जुड़ा है D Y naught की ओर मार्गदर्शित है यदि S 1 1 है और S naught 0 है इस स्थिति में क्या होगा तो S 1 1 है D इस दिशा में मार्गदर्शित होगा और S naught 0 है इसका मतलब यह इस दिशा में जाएगा तो Y 2 चुना जाएगा ठीक है हम समझ सकते हैं कि 3 1 से 2 डिमल्टीप्लेक्सर का उपयोग करके हम एक 1 से 4 डिमल्टीप्लेक्सर प्राप्त कर सकते हैं ठीक समान चीज 1 से 8 डिमल्टीप्लेक्सर के लिए हो सकती है यदि आप निम्न क्रम का उपयोग करके प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक 1 से 4 डिमल्टीप्लेक्सर यहां है और दूसरा 1 से 4 डिमल्टीप्लेक्सर दूसरे स्टेज अंतिम स्टेज में कैस्केडेड है और उसके पहले 1 से 2 डिमल्टीप्लेक्सर ठीक तो यदि हम S 2 S 1 और S naught को माना 101 लेते हैं बस एक उदाहरण के रूप में तब क्या होगा

Y naught S 1 prime S naught prime है इसलिए यह 1 के बराबर है इस स्थिति में यदि 00 उपस्थित है YO 1 होगा यदि Y naught उच्च जाता है तब हम कह सकते हैं कि 00 प्रस्तुत किया गया है ठीक और किसी अन्य संयोजन के लिए यह 0 होगा तो यदि आप 10 को डिकोड करना चाहते हैं ठीक तो D उच्च है और यदि हम बस Y 2 को देखेंगे जब भी Y 2 उच्च होगा हम जानते हैं कि 10 उपस्थित है इसलिए यह संबंधित सर्किट होगी Y0 S1'S0'D Y1 S1'S0D Y2 S1S0'D Y3 S1S0D इसीलिए मैंने कहा था कि डिकोडर और डिमल्टीप्लेक्सर सर्किट आवश्यक रूप से समान हैं बस हमने अभिविन्यास बदल दिया है तो यह सेलेक्ट लाइन अब इनपुट लाइन बन जाता है ठीक है इनपुट संयोजन जिसे डिकोड करना है और ये संबंधित आउटपुट हैं और डाटा इनपुट को हम उच्च कर रहे हैं ठीक है तो यदि यहां एक स्ट्रोब है स्ट्रोब को भी उस समय सक्रिय करेंगे मूल रूप से यह डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन और आउटपुट के बीच एक समझ एक संबंध है जिसे डिकोडर में डाटा या बिट पेटर्न से आउटपुट में बदला गया है तो IC 74154 जो एक 1 से 16 डिमल्टीप्लेक्सर है यदि आप इसे 4 से 16 डिकोडर की तरह कार्य कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमने अभी चर्चा की हम इसे सक्रिय की तरह बनाएंगे ठीक लेकिन वह सक्रिय निम्न है इसीलिए यह ग्राउंड से जुड़ा है और अब ABCD की उपस्थिति की यह डिकोडिंग है तो यह डाटा पैटर्न है यदि 0000 उपस्थित है तो यह सक्रिय हो जाता है यदि 0001 उपस्थित है यह सक्रिय है और इसी प्रकार आगे और यदि आप 4 से 16 डिकोडर के बजाय माना 5 से 32 डिकोडर बनाना चाहते हैं तो डिमल्टीप्लेक्सर की स्थिति में हम स्ट्रोब और डेटा का उपयोग करके समान तरह की कैस्केडिंग का उपयोग करेंगे ठीक तो यह DEMUX अवधारणा DEMUX को बढ़ाने की अवधारणा जो हमने पहले देखी थी के समान है और अंत में जब हम डिकोडिंग और एक इनपुट को कई संभव आउटपुट में से एक पर मार्गदर्शित करने के बारे में बात कर रहे हैं तो यह डिकोडर उपयोगी हो सकता है या यह विशेष डिमल्टीप्लेक्सर डिकोडर कई आउटपुट उत्पन्न करने में उपयोगी हो सकता है यदि आप एक विशेष समस्या में कई आउटपुट तलाश कर रहे हैं तो हम डिकोडर OR संयोजन का उपयोग कर सकते हैं ठीक है तो यह डिकोडर यह एक उदाहरण दिया है 3 से 8 डिकोडर यह Y naught Y 1 से Y 7 वास्तव में यह सभी मिनटर्म उत्पन्न कर रहा है यदि ABC सभी 0 है यह उच्च होगा Y naught उच्च होगा है ना